नमस्कार पिछले क्लास में हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन संबंधी रणनीतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने 3 प्रॉपर्टी को देखा जिनका पालन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के किसी भी सॉल्यूशन द्वारा किया जाना चाहिए इनमें से पहली प्रॉपर्टी म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन है जिसका अर्थ है की दो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन का उपयोग एक साथ नहीं कर सकते अर्थात यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जब कोई प्रोसेस Pi अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है तब किसी भी अन्य प्रोसेस को उसके क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश की अनुमति नहीं होती म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन के बाद अगली प्रॉपर्टी है प्रोग्रेस कंडीशन जिसके अनुसार यदि कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और अन्य प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहते हैं तब क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा प्रोसेस प्रवेश करेगा इस निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता यानी यह निर्णय निश्चित समय में होना चाहिए अगली शर्त है वाउंडेड वेटिंग जिसके अनुसार यदि कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश के लिए अनुरोध कर चुका हो तब भी अन्य प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में कितनी बार प्रवेश कर सकते हैं इसकी सीमा निर्धारित होनी ही चाहिए तो किसी प्रोसेस के आने और अपने क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट करने के बाद यह सीमा तय होनी चाहिए की अपने क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश से पहले उस प्रोसेस को कितना इंतजार करना होगा उदाहरण के लिए पिछले क्लास में मैं टिकट काउंटर और उसकी कतार की एक सामान्य परिस्थिति को समझा रहा था जब भी हम किसी टिकट काउंटर की कतार के अंत में शामिल होते हैं तब हम यह गिन सकते हैं की कतार में कितने लोग हमारे आगे हैं और इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि टिकट काउंटर तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा यदि प्रत्येक व्यक्ति समान समय लेता है तो इस समय और कतार में आगे लगे लोगों की संख्या का गुणनफल ही वह समय होगा जो कि काउंटर तक पहुंचने या क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने में लगेगा यदि हम अन्य स्रोतों के बारे में विचार करें जैसे कि यदि टिकट विक्रेता के मोबाइल पर कॉल आती है और वह इनका उत्तर भी देता है और यदि काउंटर पर अगले ग्राहक को सेवा प्रदान करने से पहले विक्रेता द्वारा आंसर की जाने वाली कॉल की संख्या की सीमा निर्धारित नहीं है तब यह परिस्थिति बाउंडेड वेटिंग प्रॉपर्टी का पालन नहीं करती है तो यह तीन प्रॉपर्टी हैं जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के प्रत्येक सॉल्यूशन द्वारा इनका पालन किया जाना चाहिए वाउंडेड वेटिंग द्वारा यह माना जाता है की प्रत्येक प्रोसेस एक अशून्य गति से एग्जीक्यूट होता है प्रत्येक प्रोसेस के साथ कुछ विलंब अथवा डिले भी जुड़ा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लेता है इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रोसेस की सापेक्ष गति के बारे में कोई भी पूर्व धारणा नहीं है अर्थात कुछ प्रोसेस अत्यंत धीमी और कुछ अत्यंत तीव्र हो सकते हैं यह भी हो सकता है कि एक ही प्रकार के निर्देशों के लिए दो प्रोसेस अलग अलग समय ले सकते हैं क्योंकि यह दोनों प्रक्रियाओं में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए यदि दो प्रोसेस किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तब एक परिस्थिति में यह मेमोरी लोकेशन फिजिकल मेमोरी में हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में यह एक हार्ड डिस्क लोकेशन हो सकता है मेमोरी मैनेजमेंट की क्लास में यह और अधिक स्पष्ट होगा इस प्रकार प्रोसेस की सापेक्ष गति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो इस प्रकार क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के जिस किसी सॉल्यूशन को हम प्रस्तावित करते हैं उसे इन तीन प्रॉपर्टी का पालन सुनिश्चित करना चाहिए पहला सॉल्यूशन जो हम देखेंगे वह एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जिसको पीटरसन सॉल्यूशन Peterson's Solution के नाम से जाना जाता है यह एक अच्छा एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जोकि एक टू प्रोसेस सॉल्यूशन है अर्थात यह केवल दो कॉन्करेंट या समवर्ती प्रोसेस के लिए कार्य करता है दो से ज्यादा प्रोसेस के लिए यह कार्य नहीं करता है हम यह मानते हैं कि मशीन लैंग्वेज के लोड एवं स्टोर इंस्ट्रक्शन एटॉमिक होते हैं यानी उन्हें बाधित नहीं किया जा सकता एटॉमिक निर्देशों के बारे में हम पिछली कुछ कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं एटॉमिक इंस्ट्रक्शन का यह मतलब है की किसी प्रोसेसर द्वारा किसी एक निर्देश को एग्जीक्यूट करते समय इंटरप्ट आ सकता है लेकिन पहले इस वर्तमान इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा होता है उसके बाद ही प्रोसेसर इंटरप्ट सर्विस रूटीन में प्रवेश कर सकता है इसके आगे हम यह मानेंगे कि पीटरसन एल्गोरिथ्म में प्रयोग होने वाले लोड एवं स्टोर प्रकार के इंस्ट्रक्शन एटॉमिक होते हैं यानी इनको बाधित नहीं किया जा सकता पीटरसन एल्गोरिथ्म दो वेरिएबल का प्रयोग करता है इनमें से पहला वेरिएबल है टर्न जोकि एक पूर्णांक अथवा इंटिजर वेरिएबल है और इसके दो मान एक एवं दो हो सकते हैं पहले प्रोसेस के लिए Turn 1 और दूसरे प्रोसेस के लिए turn 2 होता है दूसरा वेरिएबल है flag जो कि एक बुलियन वेरिएबल है और इसके दो मान जीरो और एक हो सकते हैं Turn वेरिएबल के अनुसार ही प्रोसेस अपनी बारी आने पर क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करते हैं दो प्रोसेस के बीच क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने को लेकर किसी भी विवाद का निपटारा Turn वेरिएबल द्वारा किया जाता है यानी Turn वेरिएबल के मान के अनुसार ही किसी प्रोसेस विशेष को क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश की अनुमति दी जाती है कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश के लिए तैयार है या नहीं यह flag वेरिएबल द्वारा बताया जाता है जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहता है तब वह flag का मान ट्रू कर देता है और अन्य प्रोसेस के flag की जांच करता है और अगर किसी अन्य प्रोसेस के फ्लैग का मान भी ट्रू होता है तब टर्न वेरिएबल की सहायता से हम यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा Flagi true का अर्थ है कि प्रोसेस Pi क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने के लिए तैयार है इस प्रकार यहां पर दो वेरिएबल हैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल turn और दूसरा दो बुलियन वैरियेबल्स का अरे flag है यहां पर Pi एक प्रोसेस है और i और j दो इंडिसेस है जिनका मान 1 या 2 हो सकता है i और j यह दोनों एक दूसरे के पूरक है जिसका अर्थ है कि जब i का मान 1 होगा तब j का मान 2 होगा और जब i का मान 2 होगा तब j का मान 1 होगा इस प्रोसेस स्ट्रक्चर में आई की वैल्यू 1 रखकर हम प्रोसेस P1 को समझ सकते हैं और इसी तरह i की वैल्यू 2 रखकर इसी प्रोसेस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रोसेस P2 के लिए कोड लिखा जा सकता है तो इस तरह हमारे पास दो प्रोसेस P1 और P2 के कोड है और जहां तक क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री और एग्जिट की बात है तो यह दोनों एक जैसे ही है इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखा जाता है बल्कि इस कोड में i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 लिखकर प्रोसेस P1 का कोड लिखा जा सकता है इसी तरह जब हम प्रोसेस P2 का कोड लिखते हैं तो इसको हम इस दिए हुए कोड में i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1 लिखकर कर सकते हैं अब इसके आगे हम यह देखेंगे की यह प्रक्रिया किस प्रकार काम करती है i 1 के लिए प्रोसेस P1 की प्रक्रिया को समझते हैं यहां हमारे पास दो बुलियन वैरियेबल्स flag1 और flag2 है और एक इंटिजर वेरिएबल turn है शुरुआत में दोनों फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होती है और turn वेरिएबल की वैल्यू 1 या 2 मे से कोई भी एक हो सकती है इस समय हम यह मान लेते हैं की true वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो अब प्रोसेस P1 के लिए जब आई की वैल्यू वन है और यदि प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहता है तो flag1 की वैल्यू true कर दी जाती है इसके बाद टर्न वेरिएबल की वैल्यू 2 सेट कर देते हैं इसके बाद यह एल्गोरिथम एक व्हाईल लूप में प्रवेश करता है जोकि तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक flagj की वैल्यू true होती है और टर्न वेरिएबल की वैल्यू j के बराबर होती है तो अगर प्रोसेस 2 भी क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहता है तो इसके लिए यह भी अपने फ्लैग वेरिएबल flag2 की वैल्यू true कर देता है यहां पर turn j एक स्टोर टाइप का या एक मेमोरी मोडिफिकेशन इंस्ट्रक्शन है दोनों ही प्रोसेस द्वारा यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है लेकिन जो प्रोसेस इसको सबसे अंत में एग्जीक्यूट करता है उसके आधार पर टर्न वेरिएबल की वैल्यू निर्धारित होती है मैं यहां पर यह मान लेता हूं की प्रोसेस P2 पहले आया और flag2 TRUE और turn 1 सेट कर दिया और इसके बाद प्रोसेस P1 आता है और flag1 TRUE और turn2 सेट करता है तो जब प्रोसेस P1 इस स्टेटमेंट पर पहुंचता है की P2 का फ्लैग ऑन या True है और टर्न की वैल्यू भी 2 है तो इस केस में प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होगा और P1 अपनी बारी का वेट करेगा प्रोसेस P1 शेडूल में अगले क्रम पर होगा और यह पाएगा कि flagj true और turn 2 है और इस तरह यह अब वेट नहीं करेगा पुनः हमारे पास दो प्रोसेस P1 और P2 हैं तो अभी तक हुई प्रक्रिया इस प्रकार है कि पहले प्रोसेस P2 आया और इसके अनुसार flag2 true और turn 1 सेट कर दिया गया और अब प्रोसेस P1 आया और इसने flag1 true और turn 2 सेट कर दिया तो जब प्रोसेस P1 इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है तो देखता है की flag2 true और turn 2 है प्रोसेस P1 इस स्टेटमेंट पर लूपिंग करता रहेगा और कुछ समय के बाद यह डीसीड्यूल हो जाएगा और अब प्रोसेस P2 अस्तित्व मैं आएगा P2 यह पाएगा कि flag1 true है लेकिन turn 2 है क्योंकि यह हिस्सा पहले एक्जिक्यूट हुआ था और फिर प्रोसेस P1 आया था इसलिए turn वेरिएबल की फाइनल वैल्यू 2 है इस तरह प्रोसेस P2 यह पाएगा की turn एक के बराबर नहीं है और इसलिए यह इस लूप के बाहर निकल कर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यह flag वेरिएबल की वैल्यू false सेट कर देगा और तब अगली बार प्रोसेस P1 शेडूल किया जाएगा फिर यह flag2 false पाएगा और तब यह while लूप के बाहर आ जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा इस तरह दोनों प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश नहीं करते हैं जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहता है तब यह अपने फ्लैग को ट्रू पर सेट कर देता है और turn की वैल्यू अगले प्रोसेस के टर्न के अनुसार सेट कर देता है यदि दूसरे प्रोसेस का flag भी ट्रू है तो वह प्रोसेस वेट करता है और जब यह देखता है की टर्न की वैल्यू उसी के बराबर है तब वह व्हाईल लूप के बाहर आ जाता है और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है इस तरह यह एल्गोरिथ्म काम करता है और हमने यह देखा की म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी इस प्रकार सेटिस्फाई होती है यह सिद्ध किया जा सकता है कि क्रिटिकल सेक्शन से संबंधित तीनों शर्तें पूरी होती है सबसे पहले म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन की शर्त पूरी होती है क्योंकि Pi क्रिटिकल सेक्शन में तभी प्रवेश करता है जब या तो flagj false हो या फिर turn i हो अगर हम इस हिस्से को देखते हैं तो कह सकते हैं कि कोई प्रोसेस व्हाईल लूप चेक में फेल होने के बाद ही क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा और यह व्हाईल लूप चेक कब फेल होगा जब या तो यह फॉल्स के बराबर हो या फिर turn i हो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि या तो flagj false हो या फिर turn i यह एक साथ सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता क्योंकि turn एक मेमोरी लोकेशन है और यह एक इंटिजर वेरिएबल है इसलिए एक साथ इसके दो मान नहीं हो सकते यानी turn की वैल्यू 1 और 2 एक साथ नहीं हो सकती और इस तरह turn कंडीशन चेक सेटिस्फाई होगा तो अगर दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहते हैं तो इन दोनों के फ्लैग वेरिएबल True होंगे लेकिन turn वेरिएबल का एक समय पर एक ही मान होगा तो जो भी प्रोसेस इन शर्तों को पूरा करेगा वही अपने टर्न पर क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा और दूसरा प्रोसेस वेट करेगा हम यहां पर पूरी तरह इस प्रॉपर्टी पर निर्भर हैं की जब भी हम मेमोरी लोकेशन turn पर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तब क्योंकि यह एक एटॉमिक ऑपरेशन है और इसलिए इसको बाधित नहीं किया जा सकता परिणाम स्वरूप turn के एक साथ दो मान नहीं हो सकते इस प्रकार म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होते हैं प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर कई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहते हैं तब कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा यह निर्णय अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता और यह निर्णय पूरी तरह turn वेरिएबल द्वारा किया जाता है जोकि यह निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा केवल एक प्रोसेस के लिए व्हाईल लूप का कंडीशन true होगा और दूसरे के लिए निश्चित रूप से false होगा जिस किसी प्रोसेस के लिए व्हाईल लूप कंडीशन false होगा वही क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा क्रिटिकल सेक्शन को पूरा करने के बाद यह flag को false पर सेट कर देगा तो हम यह कह सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने वाले प्रोसेस का निर्णय कभी भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं होता है और यह turn वेरिएबल द्वारा सुनिश्चित किया जाता है बाउंड्री वेटिंग की रिक्वायरमेंट भी यहां पूरी होती है अगर कोई प्रोसेस आता है और देखता है कि कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तब वह प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश नहीं कर सकता तब हम यह जानते हैं कि दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन पूरा करने के बाद flag वेरिएबल को false पर रिसेट कर देगा अगली बार यह प्रोसेस व्हाईल लूप की कंडीशन को चेक करेगा और पाएगा की दूसरा फ्लैग फाल्स है तो इस तरह यह है क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करेगा वाउंडेड वेट दूसरे प्रोसेस के अधिकतम एक एग्जीक्यूशन से वाउंडेड है और यह कंडीशन भी यहां सेटिस्फाई होती है पीटरसन सॉल्यूशन दो प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ठीक से कार्य करता है दो से अधिक प्रोसेस के लिए एक दूसरे एल्गोरिथ्म बेकरी एल्गोरिथ्म के बारे में हम अन्य सलूशन के बाद चर्चा करेंगे म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए अन्य रणनीतियों के माध्यम से दूसरे सलूशन भी उपलब्ध है यहां पर यह पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हमने देखे हैं वह वेट करने में बिजी रहते हैं जैसे कि वह प्रोसेस उस व्हाईल लूप में वेट कर रहा था इन स्टेटमेंट में हम यह देख सकते हैं कि यह एक इनफाईनाइट लूप है जहां तक प्रोसेसर की बात है यह कार्य करता है लेकिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता क्योंकि यह प्रोसेस व्हाईल लूप में है फिर भी प्रोसेसर व्यस्त रहता है इस तरह की परिस्थिति बिजी वेटिंग कहलाती है क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने का इच्छुक प्रोसेस व्हाईल लूप में अटका हुआ लगातार यह पूछता है की क्या वह क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश कर सकता है यही बिजी वेटिंग की पॉलिसी है और बिजी वेटिंग निश्चित रूप से सीपीयू साइकिल का वेस्टेज है क्योंकि सीपीयू कोई भी सार्थक गणना नहीं करता है और हम केवल यह चेक करते रहते हैं कि कुछ मेमोरी लोकेशन पर उपयुक्त वैल्यू उपलब्ध है या नहीं जिससे कि प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश कर सके एक बेहतर विकल्प यह हो सकता है कि उपयुक्त वैल्यू आने पर प्रोसेस को नोटिफाई कर दिया जाए यह कुछ इस तरह की परिस्थिति से समझ सकते हैं जैसे कि किसी काउंटर पर बार बार जाकर हमें यह पता लगाना हो कि कोई आवश्यक सामग्री उपलब्ध है या नहीं अन्यथा दूसरा विकल्प यह है कि जब वह सामग्री आ जाए तब हमें इस बारे में सूचित कर दिया जाए और तब हम काउंटर पर जा सकते हैं इन दोनों में यह अंतर है कि पहला तो बिजी वेटिंग है जहां पर हम काउंटर पर बार बार जाकर चेक करते हैं और दूसरे केस में सूचना आने तक हम कुछ और कर सकते हैं इस तरह यह एक बेहतर रणनीति है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं जोकि हम आगे देखेंगे कई सिस्टम क्रिटिकल सेक्शन कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और यह सभी सॉल्यूशन लॉकिंग के आईडिया पर आधारित होते हैं लॉकिंग का मतलब यह है की कोई लॉक आवश्यक होगा अगर कोई लॉक सेट किया हुआ है तब दूसरे प्रोसेस लॉक का अधिग्रहण नहीं कर सकते क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने के लिए प्रोसेस द्वारा लॉक को अधिग्रहीत किया जाना आवश्यक है और दो प्रोसेस एक साथ लॉक अधिग्रहीत नहीं कर सकते इसका कोड इस तरह है और यहां पर भी एक इनफिनिट डू व्हाईल लूप है जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने का प्रयास करता है वह लॉक अधिग्रहीत करने की कोशिश करता है अगर लॉक ठीक से अधिग्रहीत हो जाता है तब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करता है और क्रिटिकल सेक्शन पूरा करने के बाद लॉक को मुक्त कर देता इस तरह से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए यह एक सिस्टम सॉल्यूशन है जिसमें लॉक हार्डवेयर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर और प्रोसेसर डिजाइनर को OS डिजाइन में लाभदायक सुविधाएं बनाने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है तो यह लॉकिंग प्रणाली भी एक प्रकार की सुविधा है जो हार्डवेयर डिजाइनर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके यह लॉक अधिग्रहीत या मुक्त किया जा सकता है अगर लॉक ठीक तरह से अधिग्रहीत किया गया है तो हम यह चेक कर सकते हैं की लॉक सेट किया गया है या नहीं और तब क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश कर सकते हैं और जब तक यह प्रोसेस लॉक को मुक्त नहीं करता है कोई दूसरा प्रोसेस लॉक को अधिग्रहीत नहीं कर पाएगा आधुनिक मशीनें लॉक को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ विशेष एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन उपलब्ध करवाती है और लॉक एक कांसेप्ट है और लॉक किस तरह से उपलब्ध कराए जाते हैं कुछ एटॉमिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा जैसा कि मैंने पहले बताया एटॉमिक का अर्थ है non interruptible मतलब किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन रोकने के लिए उसे बीच में बांट नहीं सकते हम दो तरह के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे पहला है टेस्ट मेमोरी बर्ड एंड सेट वैल्यू जिसको टेस्ट एंड सेट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं एक ही इंस्ट्रक्शन में हम मेमोरी लोकेशन का कंटेंट टेस्ट करेंगे और वैल्यू को सेव करेंगे जैसा कि पहले नहीं था मान लेते हैं की हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम लॉक है शुरुआत में हम लॉक को 0 पर रीसेट कर देते हैं और लॉक वैल्यू सेट करने से पहले हमें लॉक वॉल्यूम चेक करना पड़ता है पहले हम लॉक वैल्यू चेक करते हैं और अगर यह रिसेट है तो इसको 1 पर सेट करके क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करते हैं तो यह लॉक से हमारी अपेक्षाएं हैं इसके लिए दो मेमोरी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी जिनमें से पहला है चेक द लॉक वैल्यू क्योंकि यह एक मेमोरी लोकेशन है इसलिए यह मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा इसके बाद अगर यह रिसेट है तो हम इसे हमेशा 1 पर सेट करना चाहते हैं और यह एक मेमोरी राइट ऑपरेशन है इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी पर दो तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता है एक मेमोरी रीड ऑपरेशन और एक मेमोरी राइट ऑपरेशन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेसर में उपलब्ध मेमोरी रीड और मेमोरी राइट टाइप के इंस्ट्रक्शन तो एटॉमिक होते हैं लेकिन यह दोनों स्टेटमेंट एक साथ एटॉमिक नहीं होते मेमोरी रीड एक लोड इंस्ट्रक्शन है और मेमोरी राइट एक स्टोर इंस्ट्रक्शन है Load lock R के एग्जीक्यूशन से लॉक मेमोरी लोकेशन की वैल्यू हमें किसी रजिस्टर R मैं प्राप्त होती है और इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है Store Lock R इससे पहले हम आर की वैल्यू को 1 पर सेट करते हैं इसके बाद Store Lock R एग्जीक्यूट होता है इस तरह से आर की वैल्यू लॉक में स्टोर करते हैं और लॉक 1 पर सेट हो जाता है हमने यहां पर तीन इंस्ट्रक्शन लिखे हैं पहला या दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इंटरप्ट आ सकता है इस तरह यह तीन इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक एक साथ एटॉमिक नहीं है टेस्ट मेमोरी वर्ल्ड एंड सेट वैल्यू इंस्ट्रक्शन हमें इन तीनों इंस्ट्रक्शन की सुविधा एक साथ उपलब्ध करवाएगा जिसके परिणाम स्वरूप प्रोसेसर को बीच में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता दूसरे शब्दों में एटोमिसिटी की क्षति नहीं होगी और यह सभी इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट होंगे यही हमारा टेस्ट मेमोरी वर्ल्ड एंड सेट वैल्यू टाइप का इंस्ट्रक्शन है हालांकि यह एक मेमोरी रीड और उसके बाद मेमोरी राइट इंस्ट्रक्शन ही है लेकिन फर्क यह कि अब यह प्रोसेस एटॉमिकली हो रहा है और प्रोसेसर को रीड या राइट ऑपरेशन के बीच में बाधित नहीं किया जा सकता हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन दो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को स्वेप करता है हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन लॉक और दूसरा मेमोरी लोकेशन key है और हम लॉक और key के कंटेंट को स्वेप करके लॉक की पिछली वैल्यू को key मैं स्टोर कर सकते हैं तो अगर key का पिछला वैल्यू 1 था तो स्वैप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अब लॉक वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी इस तरह एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम लॉक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉक की पिछली वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं यहां पर हम केवल कुछ मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं इनको बीच में नहीं रोका जा सकता यह दोनों ही इंस्ट्रक्शन एटॉमिक है प्रोसेसर डिजाइनर को इस तरह के इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं और अगर यह इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन में उपलब्ध है तब हम इनकी सहायता ले सकते हैं यह टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन की परिभाषा है जैसा कि मैंने पहले कहा था यह केवल एक pseudo code है जो कि किसी प्रोग्राम के जैसा है जिसको कोई भी प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है इसमें अच्छी बात यह है कि यह पूरा एग्जीक्यूशन एटॉमिक है यहां पर target लोकेशन का एड्रेस पास किया गया है और फिर इस लोकेशन से कंटेंट लेकर एक टेंपरेरी वेरिएबल rv में स्टोर किया गया है और इसके बाद टारगेट को true पर सेट किया गया है और फिर यह rv की वैल्यू रिटर्न करता है अगर यह target लोकेशन है तो शुरुआत में यह फॉल्स हो सकती है इस कोड के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा यह लोकेशन true पर सेट होगा और इस फंक्शन के लिए रिटर्न वैल्यू फाल्स होगी और इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू फॉल्स होगी यह particular फीचर एग्जीक्यूट किया जा सकता है और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में उपयोग किया जा सकता है यह पास किए गए पैरामीटर की ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न करता है और नई वैल्यू को सेट करता है तो यह टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन का अर्थ है प्रोसेसर डिजाइनर इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं जैसे कि यह प्रोसेसर का ही इंस्ट्रक्शन हो अब हम यह देखेंगे कि इसको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हल करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं हमारे पास एक शेयर्ड बुलियन वेरिएबल lock है जिसका इनिशियल वैल्यू false है और P1 P2 P3 आदि कई प्रोसेस है हर प्रोसेस का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है जो कि इस तरह का होता है हमने एक लोकेशन LOCK को शेयर किया हुआ है और इसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स है हर एक प्रोसेस जोकि क्रिटिकल सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता है वह इस तरह से काम करेगा टेस्ट एंड सेट लॉक व्हाईल लूप का कंडीशन स्टेटमेंट है सबसे पहले प्रोसेस P1 आता है और टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिससे lock की वैल्यू को true सेट कर देते हैं और फिर टेस्ट एंड सेटका रिटर्न वैल्यू false मिलता है अब जबकि प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है मान लीजिए की प्रोसेस P2 भी आता है और क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करने की कोशिश करता है अब यह भी टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा लेकिन इस बार P2 को lock वेरिएबल की पिछली वैल्यू true प्राप्त होगी और इसलिए P2 को वेट करना पड़ेगा इसी तरह P3 के आने पर P3 भी सिमिलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और lock की वैल्यू ट्रू मिलने के कारण वह भी वेट करेगा इस वजह से केवल P1 ही क्रिटिकल सेक्शन में है P2 और P3 क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश नहीं कर पाए कुछ समय के बाद P1 के कंप्लीट होने के बाद P1 lock की वैल्यू को फिर से फॉल्स कर देगा और फिर अगली बार में जब P2 व्हाईल लूप की कंडीशन को चेक करेगा तब इस कंडीशन की रिटर्न वैल्यू फॉल्स मिलेगी और P2 क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश कर जाएगा अगर P3 P2 से पहले आया होगा तब P3 इस कंडीशन को चेक करेगा और इसके रिटर्न वैल्यू फॉल्स मिलने के कारण P3 क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश कर जाएगा तो हमारा यह सलूशन म्यूच्यूअल एक्सक्लूजन को निश्चित रूप से सेटिस्फाई करता है लेकिन वाउंडेड वेटिंग को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करना चाहता है तो हम यह नहीं जानते हैं कि यह कब ऐसा कर पाएगा ऐसा हो सकता है कि शेड्यूलर प्रोसेस P3 और P1 का चयन करता है और P1 क्रिटिकल सेक्शन में है P1 के फिनिश होने के बाद शेड्यूलर P3 को शेड्यूल कर सकता है तब P3 एग्जीक्यूट होगा इस बीच में P2 के आने पर उसे पता लगता है कि लॉक अवेलेबल नहीं है और यह वेट करने लगता है कुछ समय बाद जब P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तब ऐसा हो सकता है कि P1 फिर से आ चुका हूं और P1 और P2 दोनों वेट कर रहे हो तब शेड्यूलर फिर से P1 को शेड्यूल कर सकता है तब P2 को फिर से वेट करना पड़ेगा इस पर कोई पाबंदी नहीं है की P2 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले कितनी बार वेट करना पड़ेगा इस तरह यह सॉल्यूशन बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं करता है साथ ही यह सोल्यूशन निश्चित रूप से एक बिजी वेट सलूशन है क्योंकि यह लगातार टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को यह जानने के लिए एग्जीक्यूट करता रहता है कि क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करनेके लिए परमिशन मिली है या नहीं इस बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे